ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एवं डिज़ाइन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और यह मुख्य रूप से औपचारिक डिज़ाइनिंग करने से संबंधित है जबकि एन्कैप्सुलेशन को सिस्टम के कार्यान्वयन पहलुओं से अधिक निपटना पड़ता है जो इंप्लीमेंटेशन आपस में किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं आगे चलकर हम इस मॉड्यूल में ऑब्जेक्ट मॉडल्स पर एक नज़र डालेंगे यह रूपरेखा है हम एक त्वरित पुनरावृत्ति प्रस्तुत करेंगे और फिर मॉड्युलैरिटी की बारीकियों पर चर्चा करेंगे तो यह आपको याद दिलाने के लिए है कि ये ऑब्जेक्ट मॉडल के विभिन्न एलिमेंट्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे अतः मॉड्युलैरिटी से निपटने के लिए मानव की अंतर्निहित अक्षमता को भी संबोधित करता है एक मॉड्यूलर डिजाइन अथवा मॉड्यूल की एक विशिष्ट विशेषता है कि वे अलग अलग कंपाइल व विभिन्न परिस्थितियों में साथ में कंपाइल किए जा सकते हैं और स्पष्टतः मॉड्यूल के बीच परस्पर संबंध होते हैं तो हम एक उदाहरण के साथ शुरू करेंगे कृपया इस डायग्राम हैं जिनसे आपको निपटने की आवश्यकता है और विभिन्न रंगों में दिखाए गए ये अलग अलग सेट अलग अलग मॉड्यूल दिखाते हैं अतः हम जल्दी से इन मॉड्यूलस को देखते हैं डेटा ट्रांसफ़ॉर्मेशन एक मॉड्यूल है जिसमें हमें मशीन लर्निंग के लिए प्राप्त डाटा को विभिन्न मानक रूपों में लीनियर मैनीफोल्ड को डेटा ट्रांसफ़ॉर्मेशन मॉड्यूल में एक साथ रखा गया है एक दूसरा मॉड्यूल या अन्य मॉड्यूल स्ट्रक्चरड प्रिडिक्शन और विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं पुनः यह बारीकियां मशीन लर्निंग क्षेत्र से हैं आपसे उम्मीद नहीं है कि आप इन्हें समझ पाए और इसे समझेंगे कि आवश्यकता भी नहीं है मैं यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक कांपलेक्स सिस्टम करते हैं कि classes का एक अच्छा सेट क्या है हमारे पास एक वर्गीकरण मॉड्यूल दिया गया है जो विभिन्न मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग कर यह तय कर सकता है कि विभिन्न वर्गों में से यह किस से संबंधित है और फिर एक रिग्रेशन मॉड्यूल के आधार पर जांच करता है की क्या इसे सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है या वर्गीकरण में कुछ त्रुटियां हैं और अंत में ये सभी विभिन्न मॉड्यूल वास्तव में आपस में परस्पर क्रिया करते हैं यह विशेष क्षेत्र यदि आप अलग अलग तरफ से देखते हैं तो विभिन्न मॉड्यूल दिखा रहे हैं जिन्हें आपने पहले भी देखा है जैसे डाटा ट्रांसफॉरमेशन स्ट्रक्चर्ड प्रिडिक्शन क्लस्टरिंग क्लासिफिकेशन व रिग्रेशन ये सभी अलग अलग मॉड्यूल हैं जिनमें आपने अपने कोड को शामिल किए है किंतु जब इन मॉड्यूल के बीच परस्पर संबंध होता है तो यह सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं इसलिए जब हम मॉड्युलैरिटी है जिनका कार्य विभिन्न मॉड्यूल के बीच संबंधों को पढ़ना है आम तौर पर यह किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का दृश्य होगा जब इसे मॉड्यूलराईज किया जाता है यह आपको केवल एक आभास देने के लिए था की वास्तव में एक सिस्टम तरीके से एक मॉड्यूल को फिर से छोटे मॉड्यूल में मॉड्यूलराई किया जा सकता है और अब हम ऐसे ही कुछ सिद्धांतों को देखेंगे इसलिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मॉड्यूर्लाइज़ेशन के कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं तो आइए हम उन पर एक एक करके गौर करें जिसमें एक घटक डीकंपोजीशन से मॉड्यूल के संदर्भ में व संबंधित समूहों के संदर्भ में व्यवस्थित करना चाहते हैं सिस्टमैटिक मैनेर का क्या अर्थ है कि हम प्रोग्राम के उन भागों को एक साथ रखें या उस हिस्से को एक मॉड्यूल में रखें जिसमें किसी प्रकार की अच्छी तरह से परिभाषित कार्यक्षमता हो यदि 100 प्रोग्राम फाइलें हैं तो हम अव्यवस्थित रूप से उनमें से 17 को 1 मॉड्यूल में नहीं रखेंगेलेकिन हम उन्हें इस तरह से एक साथ रख देंगे कि वे एक साथ या तो ठोस अवधारणाओं के एक समूह का प्रतिनिधित्व करें या वे कुछ एल्गोरिथम कार्यक्षमता प्रदान करें अतः मॉड्युलैरिटी हैजैसे हम सिस्टम को छोटे मॉड्यूल और इसी तरह हर मॉड्यूल को उप मॉड्यूल में विभाजित करते हैं हमें इन्हें पुनर्गठित करने में सक्षम होना चाहिए अर्थात हम इन छोटे मॉड्यूलस को साथ में रखकर फिर से बड़ा मॉड्यूल बना सके तो यह इस तरीके से मदद करेगा जैसे अगर हमारे पास प्रोग्राम के दो या अधिक क्षेत्रों में समान कार्यक्षमता है तो हमारे पास एक एकल उप मॉड्यूल हो सकता है जिसका पुन उपयोग अन्य मॉड्यूल में किया जा सकता है और इस तरह पुनर्प्रयोग रीयूजेबिलिटी के संदर्भ में सोचना चाहते हैंजिससे आप में से बहुत से परिचित हैं आप पाएंगे कि हम अक्सर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का बहुत संगठित उपयोग कर सकते हैं तो हम क्या कर रहे हैं हमें इन सभी अलग अलग हेडर फ़ाइलों की आवश्यकता क्यों है मेरा मतलब है कि दूसरा विकल्प क्या हो सकता था क्यों ना एक standard libraryh होती जिसमें सभी फंक्शन हेडर्स हो परंतु हम ऐसा नहीं करते हैं हमने क्या किया है हमने एक विशिष्ट डीकंपोजीशन का काम किया है इसलिए जब हम stdioh के बारे में बात करते हैं तो हमने उन सभी फ़ंक्शन हेडर जैसे printf हेडर fprintf हेडर fscanf हेडर इत्यादि को एक साथ रखा है जो किसी प्रकार के इनपुट आउटपुट क्रियाविधि से संबंधित है लेकिन जब हमें विभिन्न गणितीय क्रियाओं से निपटना होगा जैसे किसी कोण की tangent tan फ़ंक्शन या arctan फ़ंक्शन या स्क्वायर रूट प्रदान करना चाहते हैं ना कि उन्हें बिना उपयुक्तता का रूप में देते हैं आप उन्हें कार्यात्मक अनुकूलता के अनुरूप डीकंपोज बनाना है तो उसे सोचने की ज़रूरत है कि यदि मैं यहाँ एक io कर रहा हूं तो मुझे stdioh को शामिल करना होगा क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं जो मेमोरी एलोकेशन और रियलाइजेशन से संबंधित है तो मुझे स्टैंडर्डलिब इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैं इनपुट आउटपुट करना चाहता हूं तो मुझे केवल stdioh को शामिल करना होगा तो यह अंडरस्टैंडेबिलिटी के रूप में समझ सकता हूं जिसका उपयोग करना आसान हो जाता है और जिसके कारण यदि मुझे कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है इसे बदलना भी आसान होता है चौथा उद्देश्य मॉड्यूलर निरंतरता कंटिन्यूटी में बदलाव आदि के कारण भी परिवर्तन हो सकते हैं इसलिए हमें इस तरह से मॉड्यूल बनाना चाहिए कि जब कुछ बदलावों की आवश्यकता हो तो उस बदलाव के कारण कई अलग अलग मॉड्यूलों में बदलाव नहीं करना पड़े परिवर्तन एक मॉड्यूल तक सीमित किया जाना चाहिए या कुछ ही मॉड्यूल तक सीमित किया जाना चाहिए यदि मॉड्यूर्लाइज़ेशन ठीक से नहीं है तो विभिन्न मॉड्यूल में परिवर्तन फैल जाएगा उदाहरण के लिए यदि मैंने mathh हेडर के सेट को दो अलग अलग मॉड्यूल में विभाजित किया हो अथवा मैंने mathh को stdioh के साथ जोड़ दिया हो तो संख्यात्मक एल्गोरिथ्म में कोई भी परिवर्तन विभिन्न त्रिकोणमितीय कार्यों की गणना करने के मॉड्यूल में फैल जाएगा तो यह एक तरह से कम हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट को कम करना है जो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को परिवर्तित करता है और निश्चित रूप से यह मॉड्यूलर सुरक्षा के उद्देश्य से संबंधित है जो कहती है कि त्रुटि को स्थानीयकरण किया जाना चाहिए जैसे यदि मेरे सामने कोई एरर आता है उदाहरण के लिए यदि डिवाइड बाय जीरो एरर को memoryh में सीमित होना चाहिए तो ये विशिष्ट उद्देश्य हैं जो कोड के मॉड्यूर्लाइज़ेशन के दौरान ध्यान में रखे जाना चाहिए निश्चित रूप से जीवन में कोई भी भोजन मुफ्त नहीं है इसी प्रकार जब आप इन उद्देश्यों को पूरा करते हुए मॉड्यूर्लाइज़ेशन की पहचान करना का इस्तेमाल करना होता है इसी प्रकार संभावित एनकैप्सुलेशन क्या हैं अगर कुछ मौजूद है तो उसकी पदानुक्रमहैरारकी क्या है अतः यह एक सरल व नगण्य कार्य नहीं है यह हमेशा आसान नहीं होता है कि आप यह तय करते हैं कि आप किन फाइलों को एक मॉड्यूल या दूसरे में डाल सकते हैं एक अच्छे मॉडर्लाइज़ेशन के लिए हमें यह तय करना होता है हम कौन सी फ़ंक्शंस अलग अलग फ़ाइल्स में रखते हैं कौन से हेडर को आप हेडर फ़ाइल्स में रखते हैं कौन सी क्लास की परिभाषाएँ आप अलग अलग फ़ाइल्स में डालते हैं और ध्यान रखें कि यदि मॉडर्नाइजेशन अव्यवस्थित है तो यह वास्तव में अधिक विनाशपूर्ण हो जाता है और यह अक्सर मॉड्युलराइज न होने से भी बुरा हो जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि आप ड्राइव बाउंडेड हैं जो एब्सट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन की डिज़ाइन सीमाओं के अनुरूप नहीं है जिस पर हम हमेशा जोर देते हैं इसलिए मॉड्यूर्लाइज़ेशन का पालन करना चाहिए तो कृपया इस बिंदु पर ध्यान दें सिमेंटिक ग्रुपिंग समझने के लिए मैं फिर से stdioh का उदाहरण पर जाऊंगा यदि printf फंक्शन के बारे में सोचें तो यह एक इनपुट आउटपुट फंक्शन है जिसे C प्रोग्रामर इस्तेमाल करते हैं आप इसे stdioh में रखते हैं ऐसे कुछ फंक्शन है जिन्हें आप में से कुछ लोग जानते होंगे जैसे read व write जिनका उपयोग एक अन्य लेवल पर इनपुट आउटपुट में किया जाता है वे सामान्यता बायनरी डाटा को read व write करते हैं अब यदि आप एक मॉड्यूल या एक हेडर फाइल में printf डालते हैं और read write को अन्य मॉड्यूल में तो आप पाएंगे कि इन दोनों मॉड्यूल के बीच के बीच काफी इंटरेक्शन होगा क्योंकि कभी भी printf अपने आप इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता Printf नियमित रूप से read writeऑपरेशन का उपयोग करेगा write operations अन्य प्रकार के इनपुट कार्यों का उपयोग करेगा इसी प्रकार input फंक्शन होते हैं fwrite फंक्शन होते हैं अतः कार्यक्षमता फंक्शनैलिटी करना चाहिए चुनौतियों के संदर्भ में मैंने कुछ और सिस्टम करना चाहिए और चूंकि प्रत्येक मॉड्यूल को यथासंभव स्वतंत्र होना चाहिएआप प्रत्येक मॉड्यूल के भीतर आवश्यक संदेश प्रकार डालेंगे आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास काफी खराब डिजाइन होगी क्योंकि अब हर मॉड्यूल की अपनी संदेश संरचना होगी एक यूजर करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा इसलिए कुछ निश्चित पहलू हैं जैसे कि आप उन सभी को एक साथ रख रहे हैं निश्चित रूप से आप बेहतर एनकैप्सुलेशन का पालन कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा है कि इस तरह का संदेश इस मॉड्यूल से ही संबंधित है आप मैसेज को मॉड्यूल के बीच रख रहे हैं इसलिए आप सब कुछ छिपा रहे हो लेकिन बहुत अधिक छिपाना वास्तव में मॉडर्नाइजेशन को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है यह उल्टा भी पड़ सकता है क्योंकि अब आप यह नहीं जानते कि किस मैसेज को कहां जाना है और उनके फॉर्मेट क्या है इसलिए आपको एक संतुलन बनाने की जरूरत है आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि कई तरह के संदेश हैं इसलिए क्यों न एक ऐसा मॉड्यूल बनाएं जो वास्तव में संदेशों से संबंधित हो और ऐसे इंटरफ़ेस प्रदान करें जो विभिन्न मॉड्यूल संदेशों के प्रकार के आधार पर इस्तेमाल कर सके हम इसमें और अधिक देखेंगे लेकिन यह केवल एक आभास मात्र है कि संभावित चुनौतियां क्या हो सकती हैं जो सामने आ सकती हैं इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में मॉड्यूलरीकरण के उद्देश्यों के माध्यम से रखने के लिए हम अक्सर इंटेलिजेंट मॉड्यूर्लाइज़ेशन के बारे में बात करते हैं कुछ बेहतर बुनियादी दिशा निर्देश जिन्हें आप उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सकते हैं यही कारण है कि मैंने इसमें प्रमुख शब्दों को हाईलाइट दे सकता है जिसमें बहुत सारे इंटरैक्शन होंगे आपके मॉड्यूल सरल होंगे लेकिन आपके पास बहुत अधिक इंटरैक्शन होंगे आप मशीन लर्निंग सिस्टम में दिखाए गए उदाहरण को याद करें की इंटरेक्शन पार्ट में भी प्रबंधनीय जटिलता मेनेजेबल कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए इसलिए हर एब्स्ट्रेक्शन को एक अलग मॉड्यूल में रखने के बजाय आप उन्हें तार्किक रूप से संबंधित एब्स्ट्रेक्शन में समूहित करने का प्रयास करेंगे जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के एब्स्ट्रैक्ट को एक मॉड्यूल में ले जाना चाहिए गणितीय मॉडलिंग के एब्स्ट्रैक्ट को एक और मॉड्यूल की ओर ले जाना चाहिए और इसी प्रकार सिस्टम से संबंधित संचालन के एब्स्ट्रैक्ट को stdlibh देना चाहिए और ऐसा आप करते हैं जब आप मॉड्यूल के बीच निर्भरता को कम से कम करने की कोशिश करते है तो यह अब स्पष्ट होना चाहिए कि अगर मैं तार्किक रूप से मॉड्यूल के समूह बनाता हूं तो निश्चित रूप से मुझे बहुत कम मॉड्यूल्स में जाने की आवश्यकता होगी मुझे केवल तब मॉड्यूल जाना होगा जब मुझे उच्च स्तर की कार्यक्षमता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और इन दोनों तार्किक समूहों और मॉड्यूल पर निर्भरता को कम करने से हर मॉड्यूल सरल बन जाएंगे सिंपलीसिटी को समाहित करना चाहते हैं जटिलता बहुत अधिक है हम इन सभी चीजों को सरल बनाने के लिए धारणाओं समस्या डोमेन की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं मैं अक्सर उस एब्सट्रैक्शन का लाभ उठाता रहूँगा जो मैंने पहले ही बनाया है हमारे पास होने वाले संभावित एनकैप्सुलेशन का लाभ उठाना और अंत में मॉड्यूल पूरा होना चाहिए अंतिम इंटेलिजेंट मॉड्यूर्लाइज़ेशन की अपरिहार्य वास्तविकता है इसलिए बदलाव में आसानी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए यही कारण है कि हमें मॉड्यूल को बुद्धिमानी से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि एक मॉड्यूल में कुछ परिवर्तन कम से कम संख्या के अन्य मॉड्यूल पर प्रभाव डाल सकें इसलिए इन सिद्धांतों के साथ हम नियमित रूप से आगे बढ़ेंगे और विभिन्न मॉड्यूलों को देखेंगे पहले के उदाहरणों के कुछ संदर्भ हैं hypotonic gardening system देखते हैं तो मान लें कि हम एक ऑटोमेशन सिस्टम जो हमने देखी हैं उनमें "growing plan" शामिल हैं पौधों की विभिन्न किस्मों को विकसित करने के सिस्टम द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली अलग अलग रणनीतियाँ हैं यूजर इंटरफ़ेस समूहीकृत करने से संबंधित होगा यह सिंपलीसिटी से संबंधित होगा यह सुनिश्चित करेगा कि आपको बदलाव में आसानी हो क्योंकि फल उगाने की योजना में बदलाव संभवत सामान्य "growing plans" की रणनीतियों पर प्रभाव डालेगी दूसरी ओर यदि आपके पास सभी यूजर इंटरफ़ेस फ़ंक्शंस हैं तो निश्चित रूप से उन्हें एक अलग मॉड्यूल में एक साथ रखना बेहतर होगा तो अभी तक हमने मॉड्युलैरिटी को समझेंगे